हमने पहले दो पोर्ट नेटवर्क के Y मापदंडों अथवा कंडक्टेन्स मापदंडों का अध्ययन किया है अब हम Z मापदंडों को देखते है जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है ये बिल्कुल एक ही चीज़ के अलग अलग विवरण है और यह किसी प्रतिरोधक के कंडक्टेन्स अथवा प्रतिरोध को निर्दिष्ट करने जैसा है Z मापदंडों के मामले में मान लें कि हमारे पास एक 2 पोर्ट है स्वाभाविक रूप से इसमें सभी रैखिक तत्व हो सकते है लेकिन कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं इसलिए हम विद्युत धाराओं को स्वतंत्र चर के रूप में मानते है आप I 1 और I 2 को लागू करते है और आप V 1 और V 2 को मापते है और निश्चित रूप से V 1 और V 2 दो स्वतंत्र स्रोतों के रैखिक संयोजन होंगें जो परिपथ में है V 1 Z 1 1 I 1 Z 1 2 I 2 होगा V 2 Z 2 1 I 1 Z 2 2 I 2 होगा हमेशा की तरह वोल्टेज और विद्युत धाराओं की दिशाओं को ध्यान में रखें वे पैसिव साइन कन्वेंशन का पालन करती हैं और इन्हें आमतौर पर आव्यूह रूप में भी दर्शाया जाता है यह बिल्कुल वही बात है तो रैखिक समीकरणों को एक आव्यूह रूप में रखा जाता है बस इतना ही और यह आव्यूह यह 2 बाय 2 का आव्यूह इसको 2 पोर्ट के Z आव्यूह अथवा Z मापदंड आव्यूह के रूप में जाना जाता है तो परिभाषा y मापदंडों के समान है सिवाय इसके कि यहां विद्युत धाराएं स्वतंत्र चर हैं और वोल्टेज आश्रित चर हैं अब यदि आप इसकी तुलना y मापदंडों से करते है हमारे पास क्या था y मापदंडों के मामले में हमारे पास था I 1 I 2 y 1 1 y 1 2 y 2 1 y 2 2 × V 1 और V 2 अब इसे और उस को स्पष्ट रूप से देखने पर आपको पता चलता है कि y आव्यूह Z आव्यूह का व्युत्क्रम है तो y Z का व्युत्क्रम है अथवा Z y का व्युत्क्रम है अब यह संभव है कि इनमें से एक अथवा दूसरा इन्वर्टिबल नहीं है शायद Z आव्यूह इन्वर्टिबल नहीं है अथवा y आव्यूह इन्वर्टिबल नहीं है इस मामले में आप दूसरे को परिभाषित नहीं कर सकते है तो यह हमेशा संभव है और यह होने के बराबर है मान लीजिए कि एक शॉर्ट परिपथ जिसे 0 प्रतिरोध निर्दिष्ट किया जा सकता है लेकिन आप यह निर्दिष्ट नहीं कर सकते है कि यह कंडक्टेन्स है यह अनंत है तो यह उसी के समान है हम इसके उदाहरण बाद में देखेंगें अब मान लें कि आपको एक नेटवर्क दिया गया है और आपको Z मापदंडों को खोजने के लिए कहा गया है आपको चार मापों की आवश्यकता है क्योंकि आपके पास चार मापदंड है और I 1 और I 2 के चार संभावित संयोजन लेने से आपको चार समीकरण मिलेंगें आप I 1 और I 2 के चार संभावित संयोजन लेते है प्रत्येक मामले के लिए V 1 और V 2 को मापते है आपको चार समीकरण मिलेंगें और बस इतना ही उससे आप चारों मापदंडों के लिए हल कर सकते है अब एक लेने के लिए सुविधाजनक संयोजन सबसे पहले आप I 2 को 0 के बराबर सेट करते है अर्थात् आप पोर्ट संख्या 2 को खुला परिपथ करते है तो उन परिस्थितियों में क्या होता है हम V 1 को Z 1 1 I 1 और V 2 को Z 2 1 I 1 के रूप में प्राप्त करेंगें दूसरे शब्दों में आप दूसरे पोर्ट को खुला छोड़ देते है और आप पहले पोर्ट पर विद्युत धारा I 1 को लगाते है और आप V 1 और V 2 दोनों को मापते है तो इससे हम आसानी से देखते है कि Z 1 1 I 2 को 0 पर सेट करने के साथ V 1 बाय I 1 है और इसी तरह Z 2 1 I 2 को 0 पर सेट करने के साथ V 2 बाय I 1 है अब क्योंकि आप दूसरे पोर्ट के खुले परिपथ के साथ इन मापों को बनाते है इसलिए Z मापदंडों को भी खुला परिपथ मापदंडों के रूप में जाना जाता है तो आप I 2 को 0 के बराबर सेट करते है इसलिए स्वतंत्र स्रोतों में से केवल एक ही खेल में आता है बस इतना ही है बस इतना ही होगा जैसे मैंने कहा यदि आप I 1 और I 2 के विभिन्न संयोजन लेते है लेकिन यह सबसे सुविधाजनक है तो आपके पास है Z 1 1 और Z 2 1 Z 1 1 को आप कह सकते है कि यह और कुछ भी नहीं बल्कि पोर्ट 2 के खुले परिपथ के साथ पोर्ट 1 में दिखने वाला प्रतिरोध है और Z 21 पोर्ट 2 के खुले परिपथ के साथ पोर्ट 1 से पोर्ट 2 में ट्रांस प्रतिरोध है ट्रांस प्रतिरोध का मतलब है कि यह वोल्टेज से विद्युत धारा का अनुपात है तो इसमें प्रतिरोध के आयाम है लेकिन वोल्टेज और विद्युत धारा को एक ही स्थान पर नहीं मापा जाता है विद्युत धारा को पोर्ट 1 पर लगाया जाता है और वोल्टेज को पोर्ट 2 पर मापा जाता है तो और सिद्धांत बिल्कुल y मापदंडों के समान है इसलिए मैं इन शेष मापदंडों के माध्यम से जल्दी से आगे बढूँगा y मापदंडों के मामले में हमने एक पोर्ट को शॉर्ट परिपथ किया और दो मापदंडों को मापा फिर पहले पोर्ट को शॉर्ट परिपथ किया और अन्य दो मापदंडों को मापा यहां शॉर्ट परिपथ के बजाय हम खुला परिपथ कर रहे है क्योंकि यहां स्वतंत्र चर विद्युत धाराएं है हम विद्युत धारा को 0 पर सेट करते है जिसका अर्थ है कि एक पोर्ट एक खुला परिपथ बन जाता है पोर्ट खुला परिपथ होता है तो अन्य दो को मापना काफी सरल है Z 1 2 और Z 2 2 को मापने के लिए पोर्ट संख्या 1 को खुला परिपथ करें अर्थात् आप पोर्ट 1 से कुछ भी नहीं जोड़ते है आप I 2 को पोर्ट 2 से जोड़ते है और V 2 और V 1 दोनों को मापते है तो पहला समीकरण कम होकर होता है V 1 Z 1 2 I 2 के बराबर क्योंकि Z 1 1 I 1 0 है क्योंकि I 1 0 है और V 2 Z 2 2 I 2 होगा तो इनसे हमें I 1 को 0 पर सेट करने के साथ Z 12 मिलता है V 1 बाय I 2 यानी पोर्ट 1 खुला परिपथ होता है और I 1 को 0 पर सेट करने के साथ Z 22 है V 2 बाय I 2 यानी Z 2 2 पोर्ट 1 के खुला परिपथ होने के साथ पोर्ट 2 में दिखने वाला प्रतिरोध है और Z 1 2 पोर्ट 1 के खुला परिपथ होने के साथ पोर्ट 2 से पोर्ट 1 में दिखने वाला ट्रांस प्रतिरोध है तो ये y मापदंडों के समान बहुत ही सरल परिभाषाएँ है यह बहुत स्पष्ट होना चाहिए